इस सप्ताह हम एरोमैटिकिटी के बारे में चर्चा करेंगेऔर पहला अणु जिसके बारे में हम सोचते हैं जब हम अरोमैटिक कंपाउंड्स के बारे में सोचते हैं तो यह वास्तव में बेंजीन है तो बेंजीन एक रंगहीन यौगिक है इसमें लगभग 6 डिग्री का melting point है और यह कमरे के तापमान पर तरल है बेंज़ीन को माइकल फैराडे ने सबसे पहले अलग किया था और उन्होंने इसे 1800 के आसपास गैसोलीन से अलग किया था तो आप सोच सकते हैं कि 1800 के दशक से हमने वास्तव में अरोमैटिक कंपाउंड्स के chemistry को देखना शुरू कर दिया है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है इसलिए केमिस्ट यह पता लगाने में सक्षम थे कि यह एक अणु रंगहीन तरल है C6H6 का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो वास्तव में सुझाव देता है कि इसमें अनसैचुरेशन का एक उच्च स्तर होना चाहिए इसलिए अगर मैं इस कंपाउंड के लिए अनसैचुरेशन की डिग्री का पता लगाता हूं तो यह 4 है अब हम जानते हैं कि अनसैचुरेशन की डिग्री 3 pi बॉन्ड और रिंग की वजह से है जो बेंजीन में मौजूद है लेकिन वास्तव में उस बिंदु पर जब अणुओं की संरचना का पता लगाने के लिए कोई अन्य तरीका या कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक नहीं थी इस आणविक संरचना के साथ आना मुश्किल था और वास्तव में केमिस्ट ने बेंजीन के लिए सही रासायनिक संरचना के साथ आने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया आपने केकुले की कहानी के बारे में सुना होगा जो एक केमिस्ट थे जिन्होंने खुद सांप खाने के बारे में सपना देखा था और फिर उन्होंने सोचा कि बेंजीन एक ring structure हो सकती है शुरू में केमिस्ट बेंजीन की संरचना को रेखीय एल्कीन या alkynes में फिट करने की कोशिश कर रहे थे और इनमें से कोई भी वास्तव में अणु के रासायनिक गुणों को पूरा नहीं कर सकता था और जब केकुले इस रिंग संरचना के साथ आए तो यह स्पष्ट था कि इस तरह की संरचना बेंजीन की रासायनिक रिएक्शनओं को फिट करती है और इस तरह केमिस्ट इस सूत्र के साथ आगे बढ़े हालाँकि यदि आप वास्तव में इस विशेष संरचना को यहाँ देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें 2 रेजोनेंस संरचनाएँ हैं तो यह एक है लेकिन इसमें एक रेजोनेंस संरचना भी हो सकती है जो इस तरह दिखती है जैसा कि आप देख सकते हैं की अगर मैं कार्बन को label करूं तो पहले संरचना में डबल बांड दूसरी संरचना में डबल बांड के अल्टरनेटिव रूप में होगा और फिर यह सोचा जा सकता है कि ये वास्तव में बेंजीन की रेजोनेंस संरचनाएं हैं तो यह वास्तव में एक रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में मौजूद होना चाहिए और वास्तव में यह रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में मौजूद है जो इस तरह दिखता है और हम यह कैसे जानते हैं अब नई तकनीकों की मदद से हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि बेंजीन वास्तव में एक नियमित षट्भुज के रूप में मौजूद है जिसमें सभी C C C बॉन्ड कोण 120 डिग्री और सभी H C C बॉन्ड कोण भी 120 डिग्री के बराबर हैं तो इन कार्बन में से प्रत्येक पर एक हाइड्रोजन है जो हम आमतौर पर नहीं दिखाते हैं लेकिन प्रत्येक कार्बन वास्तव में 2 अन्य कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है वास्तव में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है जैसे कि यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा बांड बनाता है और एक pi बांड होता है जो 2p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप द्वारा बनता है तो प्रत्येक कार्बन में एक 2p ऑर्बिटल्स है जो plane के ऊपर और नीचे जाता है जिसमें एक single इलेक्ट्रॉन होता है जो इस pi बांड को बनाने के लिए ओवरलैप करता है मेरे पास यहां बेंजीन का एक मॉडल है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अणु प्लेनर है सभी कार्बन और सभी हाइड्रोजन्स एक ही समतल प्लेन में होते हैंजो आप प्लेन के ऊपर और नीचे देखते हैं वह वास्तव में 2p ऑर्बिटल्स है यदि हम वास्तव में प्रत्येक कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लंबाई की गणना करते हैं तो यह 139 पिकोमीटर का होता है इसलिए सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड ने प्रायोगिक रूप से यह पता लगाया कि बॉन्ड की लंबाई 139 पिकोमीटर है यह सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड के बीच का एक प्रकार है जो दर्शाता है कि यह रेजोनेंस हाइब्रिड जो हमने तैयार किया है वह वास्तव में मौजूद है इस अर्थ में कि अणु first conformation या second conformation में नहीं है लेकिन वास्तव में इन दोनों का एक हाइब्रिड है जो इस विशेष रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में विद्यमान है अब बेंजीन में pi इलेक्ट्रॉनों का वर्णन करने का एक तरीका उन्हें डेलोकाइज्ड कहना है इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों या pi इलेक्ट्रॉनों को अब कार्बन कार्बन बांड पर स्थानीयकृत नहीं किया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए पहली संरचना में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड केवल कार्बन 1 और 2 या 3 और 4 और 5 और 6 पर मौजूद नहीं होता है इसके बजाय इलेक्ट्रॉनों को पूरे अणु पर delocalized किया जाता है जो कि वे पूरे अणु में इस रिंग में सभी 6 परमाणुओं पर फैल जाते हैं I प्रत्येक कार्बन में यह unhybridized 2p ऑर्बिटल भी है जो प्लेन के ऊपर और नीचे जाता है और वास्तव में pi बॉन्ड के निर्माण में योगदान देता है तो यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे हमें उस समय देखना चाहिए जब हम aromaticity के बारे में सोच रहे हैं तो बेंजीन में अनसैचुरेशन की उच्च डिग्री को देखते हुए केमिस्टों को शुरू में लगा कि इसे एक alkene या एक alkyne की तरह रिएक्शन करनी चाहिए I क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए इसे वास्तव में उन सभी रिएक्शनओं को करना चाहिए जो alkene करते हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्शन HBr HCl के साथ इलेक्ट्रोफिलिक addition रिएक्शन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन ऑक्सीकरण रिएक्शन reduction रिएक्शन वास्तव में alkene की सभी विशेष रिएक्शन बेंजीन द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि इसमें तीन डबल बॉन्ड हैं हालांकि जब केमिस्ट ने बेंजीन पर समान रिएक्शन करने की कोशिश की तो यह पता चला कि यह रिएक्शन नहीं करता है वास्तव में आइए हम Br2 के addition का उदाहरण लें और यदि मैं साइक्लोहेक्सिन लेता हूं और हम Br2 को solvent dichloromethane की उपस्थिति में जोड़ते हैं हम जानते हैं कि यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इन दो ब्रोमाइनों का एडमिशन इस प्रकार है की यह एक anti addition है हमने इस रिएक्शन को देखा है हालांकि अगर मैंने Br2 और डाइक्लोरोमेथेन के साथ एक बेंजीन अणु पर यह रिएक्शन करने की कोशिश की तो यह मुझे उत्पाद नहीं देता है वास्तव में बेंजीन unreacted रहती है हालांकि अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में Br2 जोड़ता हूं तो हम उस बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन का स्थान ले सकते हैं तो यह वास्तव में एक addition रिएक्शन नहीं कर रहा है यह एक प्रतिस्थापन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन को ब्रोमिन के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो यह वास्तव में पहेली है जो केमिस्ट पसंद करते हैं जैसे कि बेंजीन उसी तरह से रिएक्शन नहीं कर रहा है जैसे कि किसी भी अन्य alkene जब हम हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन लेते हैं यह alkenes के लिए एक अच्छी तरह से ज्ञात रिएक्शन है जिसमें आप उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम की उपस्थिति में कार्बन पर हाइड्रोजन इस तरह जोड़ सकते हैं कि दो हाइड्रोजेन कार्बन कार्बन डबल बांड पर जुड़ जाते हैं हालाँकि अगर हम शुरुआती अणु के रूप में बेंजीन के साथ वैसा ही रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं जैसा कि कार्बन पर हाइड्रोजन और पैलेडियम वास्तव में बेंजीन के साथ react नहीं करते हैं और आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलती है दूसरी ओर यदि आप इस रिएक्शन को वास्तव में उच्च दबाव लगभग 300 वायुमंडल दबाव पर करते हैं तो हम बेंजीन को इस तरह की रिएक्शन करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं कि यह आपको साइक्लोहेक्सेन देता है इसलिए इन सभी रिएक्शनओं ने जो कि alkenes की रिएक्शनशीलता पर फिट नहीं बैठती केमिस्ट को उलझन में डाल दिया हैऔर फिर उन्होंने यह तर्क देने की कोशिश की कि बेंजीन उसी तरह रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं जैसे कि alkenes आइए हम इन रिएक्शनओं में से एक पर विस्तार से देखें हम जानते हैं कि एक alkene का उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और प्रति बंध में heat of hydrogenation वास्तव में प्रतिस्थापन की डिग्री के आधार पर भिन्न होती है हालांकि हम यह भी जानते हैं कि heat of hydrogenation संरचना में मौजूद डबल बॉन्ड की संख्या के अनुरूप है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक डबल बॉन्ड है और यदि यह आपको x heat of hydrogenation देता है तो अगर हम डबल बॉन्ड की संख्या को 2 डबल बॉन्ड में बदलते हैं तो यह आपको लगभग 2x मात्रा में heat देना चाहिए तो अब हम इस ग्राफ को देखते हैं जब हम साइक्लोहेक्सिन के लिए heat of hydrogenation की गणना करते हैं तो हम इसे एक 120 किलो जूल प्रति मोल के करीब पाते हैं तो अगर हम बेंजीन की कल्पना 1 3 5 साइक्लोएक्सेट्रीयन 1 3 5 cyclohexatriene से करते हैं तो यह 3 डबल बॉन्ड है तो heat of hydrogenation 120 3 होनी चाहिए इसलिए यह लगभग 360 किलो जूल प्रति मोल होना चाहिए तो यह calculated heat के बारे में है जिसे हम बेंजीन से बाहर निकलने की अपेक्षा करते हैं जब बेंजीन हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन करता है हालाँकि जब केमिस्ट में ने बेंजीन के लिए हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा की गणना की तो यह 208 किलो जूल प्रति मोल के करीब पाया गया जो गणना की गई heat of hydrogenation से लगभग 150 किलो जूल प्रति मोल अलग है I तो वास्तव में बेंजीन को इस तरह की स्थिरता क्या देता है क्योंकि अगर हम वास्तव में इस diagram को देखते हैं तो यह बताता है कि बेंज़ीन काल्पनिक 1 3 5 साइक्लोहेक्सैट्रिन 1 3 5 cyclohexatriene की तुलना में लगभग 150 किलो जूल प्रति मोल है अधिक स्थिर है I इसलिए expected बाहर निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा जो 360 के आसपास हैऔर देखी गई गई ऊर्जा की मात्रा जो 208 के आसपास हैके बीच का अंतर 150 किलो जूल है और यह 150 किलो जूल वास्तव में extra stable benzene में उन यौगिकों के सापेक्ष है जो हम 3 localized कार्बन कार्बन double bonds के साथ होने की उम्मीद करते हैं तो जब हम 1 3 5 cyclohexatriene से 3 स्थानीयकृत डबल बॉन्ड की अपेक्षा करते हैंतो हम इस तथ्य की उपेक्षा कर रहे हैं कि बेंजीन में वास्तव में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड delocalized है और वास्तव में क्या हो रहा है कि इन कार्बन पर व्यक्तिगत परमाणु कक्षा बेंजीन में आणविक कक्षा बनाने के लिए जुड़ रहे हैं और जब हम1 3 5 cyclohexatriene के बारे में सोचते हैं तो हम वास्तव में इन बायोमोलेकुलर ऑर्बिटल्स की उपेक्षा कर रहे हैं जो कि छह p ऑर्बिटल्स के संयोजन के रूप में होते हैं बेंजीन के molecular orbital diagrams या वास्तव में p इलेक्ट्रॉनों की किसी भी नियमित चक्रीय व्यवस्था को खींचने के लिए एक विशेष विधि है और इन आरेखों को फ्रॉस्ट सर्कल कहा जाता है तो अब हम बेंजीन के लिए molecular orbital diagrams को देखें और हम केवल आणविक कक्षाओं को ड्रा कर रहे हैं जो कि इन छह p ऑर्बिटल्स के combination से उत्पन्न होते हैं जो बेंजीन में pi बांड के गठन के कारण हैं हम वास्तव में बेंजीन में अन्य बांड नहीं देख रहे हैं तो जिस तरह से आप बेंजीन के लिए फ्रॉस्ट सर्कल बनाते हैं वह यह है कि पहले आप एक सर्कल खींचते हैं और फिर आप बेंजीन के नियमित षट्भुज को खींचते हैं जैसे कि उसका एक शीर्ष बिंदु नीचे की ओर है और आप इस विशेष बहुभुज को यहां इस घेरे मेंफिट करते हैं चूंकि हम जानते हैं कि हमेशा सभी नियमित बहुभुज के लिए एक circle मौजूद होता है जो कि इसे इस वृत्त की परिधि पर फिट किया जा सकता है तो इस मामले में हम benzene ring को ऐसे खींचेंगे कि यह सर्कल को उसके एक शीर्ष के साथ नीचे की ओर फिट करती है और y अक्ष इस विशेष molecular orbital diagrams की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करेगा अब atomic orbitals के संयोजन से बनने वाले आणविक कक्षाएँ ऐसी हैं कि जहाँ भी षट्भुज उस सर्कल को काटते हैं वहां हम आणविक ऑर्बिटल्स को देखेंगे इसलिए उदाहरण के लिए मेरे पास जुड़ने के लिए 6 atomic orbitals हैं तो यह 6 आणविक कक्षा का गठन करना चाहिए तो मुझे 6 atomic orbitals के संयोजन के परिणामस्वरूप psi 1 Ψ1 psi 2 Ψ2 ps 3 Ψ3 psi 4 Ψ4 psi 5 Ψ5 और psi 6 Ψ6 चाहिए यह रैखिक आणविक संयोजनों से कुछ अलग है जो हमने देखा है तो चक्रीय अणुओं के लिए इस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाता है अब हम 6 atomic orbitals को जोड़ना शुरू करेंगे जो संयोजन कर रहे हैं या 6 pi इलेक्ट्रॉनों जोकि वास्तव में संयोजन कर रहे हैं तो पहले दो इलेक्ट्रॉनों psi 1 में जाते हैं अगले दो psi 2 और psi 3 में एक एक इलेक्ट्रॉनों करके जाएंगेक्योंकि वे एक ही ऊर्जा स्तर पर हैं और फिर अन्य दो psi 2 और psi 3 में जाएंगे और वास्तव में 3 molecular orbitals psi 1 psi 2 और psi 3 को ऐसे भरें कि ये सभी पूरी तरह से भर जाएं अब इस वृत्त का क्षैतिज व्यास कार्बन p ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है तो इस लाइन पर जो भी ऊर्जा स्तर होते हैं वे एक प्रकार के गैर संबंध होते हैं जबकि वे सभी जो व्यास के नीचे होते हैं बॉन्डिंग आणविक ऑर्बिटल्स होते हैं और जो इस रेखा से ऊपर होते हैं वे एंटी बॉन्डिंग आणविक ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम उस रेखा को खींचते हैं जो इस circle के केंद्र से होकर जाती है और यह हमारी non bonding orbitals बन जाती है जबकि नीचे वाले bonding molecular orbitals हैं और ऊपर वाले anti bonding molecular orbitals हैं अब इतना पता चला है कि बेंजीन में अन्य अणुओं की तुलना में यह अद्भुत स्थिरता है और वास्तव में एक अरोमैटिक कंपाउंड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जो इन molecular orbitals को बनाने के लिए संयोजन कर रहे हैं bonding molecular orbitals में हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉनों non bonding या anti bonding molecular orbitals में मौजूद नहीं हैं और इस तरह की स्थिरता इसे aromatic nature देती है तो अब हम एक और अणु को देखें और देखें कि क्या हमारी परिकल्पना सही है मेरे पास यहां 1 3 5 7 cyclooctatetraene है तो यह बेंजीन की संरचना के समान है इसकी एक रिंग संरचना है इसमें पाई बॉन्ड भी हैं जो इस रिंग के अंदर बारी बारी से होते हैं तो यह बेंजीन से बहुत मिलता जुलता है और वास्तव में केमिस्टों ने सोचा कि cyclooctatetraene भी बेंजीन की तरह ही स्थिर होना चाहिए और जब उन्होंने molecular orbital theory के अनुसार इसे फिट करने की कोशिश की तो आइए देखें कि क्या हुआ तो इस cyclooctatetraene के molecular orbital diagrams को खींचने के लिए पहली चीज जो मैं करता हूं वह यह है कि मैं circle खींचूंगा और फिर मैं इस अष्टकोना को खींचूंगा जैसे कि यह इस चक्र में फिट बैठ जाए अब हम p ऑर्बिटल्स से 8 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ रहे हैं इसलिए 8 atomic orbitals संयुक्त हो रहे हैं तो मुझे 8 molecular orbitals बनानी चाहिए जो यहां दिए गए हैं तो मुझे psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 psi 5 psi 6 psi 7 और psi 8 का गठन करना चाहिए हम यह भी देखते हैं कि जो रेखा circle के केंद्र से जाती है वह व्यास पर non bonding molecular orbitals और psi 4 और psi 5 हैं वास्तव में अब हम उन 8 इलेक्ट्रॉनों को इस molecular orbital diagrams में भरना शुरू करते हैं मुझे पहले दो इलेक्ट्रॉन psi 1 में जाना चाहिए अगले दो psi 2 और psi 3 में जाएंगे अगले 2 फिर से psi 2 और psi 3 में जाएंगे जैसे कि सभी psi 1 psi 2 psi 3 भर जाएं और अब जो मेरे पास है 6 pi इलेक्ट्रॉनों है और मुझे अगले 2 को भरने की आवश्यकता है अब ये अगले 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक psi 4 में जाएगा और उनमें से एक psi 5 में जाएगा और इसका मतलब है कि साइक्लोएक्टेटेट्राईन के इलेक्ट्रॉनों में से दो वास्तव में psi 4 और psi 5 में हैं यह non bonding molecular orbitals हैं और इसलिए cyclooctatetraene वास्तव में बेंजीन के समान molecular orbital diagrams का पालन नहीं करता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनों को bonding molecular orbitals में होना चाहिए इस मामले में इलेक्ट्रॉनों में से 6 bonding molecular orbitals में हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों में से 2 non bonding molecular orbitals में हैं और यह वास्तव में हमें बेंजीन और cyclooctatetraene की रिएक्शनशीलता में अंतर देता है तो जब केमिस्ट ने cyclooctatetraene की रिएक्शनशीलता को देखने की कोशिश की तो पता चला कि cyclooctatetraene वास्तव में बेंजीन की समान रिएक्शनशीलता प्रवृत्तियों का पालन नहीं करता है यह किसी भी अन्य alkenes की तरह रिएक्शन करता है और यह उन सभी alkenes की रिएक्शन कर सकता है जो हमने पहले देखे हैं तो molecular orbital theory जो वास्तव में अणुओं की रिएक्शन को समझाने के लिए एक उपकरण है हमें रिएक्शनशीलता के बीच का अंतर इस तथ्य के आधार पर बताता है कि अणु के aromatic होने के लिए pi molecular orbitals के सभी इलेक्ट्रॉनों bonding molecular orbital zone में स्थित होना चाहिए एक बात याद रखें कि molecular orbital theory या वास्तव में रेजोनेंस सिद्धांत एक शक्तिशाली उपकरण है जो केमिस्ट बेंजीन या संबंधित डेरिवेटिव की असामान्य स्थिरता को समझने के लिए उपयोग करते हैं इसलिए केमिस्ट ने इन दो सिद्धांतों का उपयोग करने की कोशिश की है ताकि वास्तव में विभिन्न यौगिकों की रिएक्शन को समझाया जा सके जिन यौगिकों के बारे में हमने बात की है उनमें से एक है clolooctatetraene जो कि हमने देखा है कि वास्तव में एक नियमित alkene के रूप में रिएक्शन करता है दूसरा यौगिक cyclobutadiene है तो cyclobutadiene एक चक्रीय अणु है इसमें बारी बारी से डबल बॉन्ड भी होते हैं तो केमिस्ट्स कल्पना करते हैं कि यह भी बेंजीन की तरह स्थिर होना चाहिए पता चलता है कि यह इसके बिल्कुल विपरीत है Cyclobutadiene को कमरे के तापमान पर संश्लेषित नहीं किया जा सकता है ताकि इसे अलग किया जा सके वास्तव में cyclobutadiene को अलग करने के कई प्रयास विफल हो गए हैं और वास्तव में क्या होता है जैसे ही आप इसे संश्लेषित करते हैं यह जल्दी से अपने आप के साथ रिएक्शन करता है एक dimer बना होता है और वास्तव में 1965 तक cyclobutadiene संश्लेषण सफल नहीं हुआ और हमें cyclobutadiene के सफल संश्लेषण में एक लंबा समय लगा अब cyclobutadiene वास्तव में अस्थिर यौगिक हैं और यह aromatic यौगिकों के साथ जुड़े रासायनिक और भौतिक गुणों को नहीं दिखाता है तो chemists ने cyclobutadiene को एक anti aromatic compound के रूप में माना तो यह aromatic यौगिकों के बिल्कुल विपरीत है यह अत्यंत रिएक्शनशील है और इसे वास्तव में अलग नहीं किया जा सकता है और जो केमिस्ट ने सोचा था वह कि मूल सिद्धांत क्या हैं सिद्धांत जो वास्तव में एक अणु को aromatic character देते हैं जो वास्तव में एक अणु को anti aromatic character देते हैं या जो वास्तव में एक अणु देते हैं non aromatic character है तो बेंजीन हमने देखा कि एक aromatic अणु है cyclooctatetraene वास्तव में किसी अन्य alkene की तरह व्यवहार करता है इसे संश्लेषित किया जा सकता है और यह वास्तव में एक गैर अरोमैटिक कंपाउंड्स है जबकि cyclobutadiene अत्यधिक रिएक्शनशील है जो एक एंटी एरोमैटिक अणु है इसलिए जैसा कि हमने कहा एक सवाल यह है कि इस aromatic character के मूल सिद्धांत क्या हैं और उत्तर 1930 के आसपास Erich Huckel द्वारा दिया गया था जहां वह नियमों का एक सेट लेकर आए थे जिससे वास्तव में यह पता लगा सकता है कि क्या यौगिक anti aromatic aromatic या non aromatic है तो वह वास्तव में एक रासायनिक भौतिक विज्ञानी थे और उन्होंने mono cyclic planar molecules के लिए बहुत अधिक molecular energy की गणना की और इन गणनाओं के आधार पर वह नियमों के एक सेट के साथ आए तो आइए हम नियमों के इस सेट को देखें नियमों का पहला सेट यह है कि अणु planar होना चाहिए तो यह एक चक्रीय अणु है इस अणु के लिए प्रकृति में aromatic होने के लिए यह planar होना चाहिए जिससे इसमें अतिरिक्त स्थिरता आए दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक परमाणु पर एक p ऑर्बिटल मौजूद होना चाहिए अब p ऑर्बिटल खाली हो सकता है p ऑर्बिटल भरा हो सकता है लेकिन एक p ऑर्बिटल होना चाहिए जो इस प्लेनर अणु के प्लेन के ऊपर और नीचे जा रहा है और तीसरा नियम यह है कि इसमें 4n 2 pi इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर ऐसा है तो अणु aromatic है और हम इस नियम को विस्तार से देखेंगे हालाँकि अगर इसमें 4n pi इलेक्ट्रॉन हैं तो यह anti aromatic है तो अब हम उन तीन अणुओं को देखें जिन्हें हमने पहले देखा है हम बेंजीन को देखते हैं बेंजीन प्लेनर है इसमें सभी कार्बन परमाणु एक ही प्लेन में हैं जैसा कि हमने देखा जबकि प्रत्येक कार्बन पर एक p ऑर्बिटल मौजूद है तो वह criteria भी संतुष्ट है p ऑर्बिटल्स में 6 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसे देखते हुए मैं अन्य सभी इलेक्ट्रॉनों को नहीं देख रहा हूं हम केवल गणना कर रहे हैं कि कितने pi इलेक्ट्रॉनों मौजूद हैं और जवाब 6 है जो 3 डबल बॉन्ड से उत्पन्न हुए हैं और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर यह 4n 2 नियम पर फिट बैठता है यह मुझे कैसे पता इसलिए जब मैं 6 को 4n 2 के बराबर कहता हूं n 1 के बराबर आता है इसलिए यदि n की value ऐसी है कि यह whole number है कि यह 0 1 2 3 4 से जाता है तो वास्तव में एक fraction नहीं है तो फिर यह इस 4n 2 नियम पर फिट बैठता है तो इस मामले में अणु aromatic है क्योंकि यह उन सभी 3 नियमों पर फिट बैठता है जिनके बारे में हमने बात की थी अगर हम cyclobutadiene के बारे में सोचते हैं तो अणु planar है अणु में भी प्रत्येक परमाणु पर एक p ऑर्बिटल्स मौजूद है और अणु में 4n pi इलेक्ट्रॉन भी हैं मुझे यह कैसे पता चलेगा क्योंकि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 जिसके परिणामस्वरूप दो double bonds हैं 4 इलेक्ट्रॉन 4n 2 के बराबर है यह वास्तव में मुझे पूरी संख्या नहीं देता है क्योंकि n आधे के बराबर होगा और यह पूरी संख्या नहीं है तो यह 4n 2 को संतुष्ट नहीं करता है वास्तव में यह 4n के बराबर 4 को संतुष्ट करता है जहां n 1 के बराबर होता है इस तरह का समीकरण संतुष्ट है इसलिए यह anti aromatic अणु बन जाता है और यह वास्तव में इस विशेष यौगिक की अस्थिरता की व्याख्या करता है कि यह वास्तव में बहुत तेजी से रिएक्शन करता है इसे अपने दम पर अलग नहीं किया जा सकता है अब हम अणुओं में से एक के रूप में cyclooctatetraene देखें अब cyclooctatetraene के मामले में हमने देखा है कि यह किसी अन्य alkene की तरह ही रिएक्शन करता है तो यह वास्तव में अस्थिर नहीं है यह बहुत स्थिर नहीं है यह कुछ हद तक बीच में है तो यह एक non aromatic अणु की सभी विशेषताओं में फिट बैठना चाहिए I साइक्लोएक्टेट्राईन अगर हम इसकी planar होने की कल्पना करते हैं अगर हमने कल्पना की है कि सभी कार्बन पर एक p ऑर्बिटल मौजूद है और अगर हम देखते हैं कि इसमें 4n pi इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है यह वास्तव में anti aromatic character में फिट होना चाहिए I हालांकि यह anti aromatic नहीं है क्योंकि पहला नियम है कि अणु को planar होना चाहिए जिसका cyclooctatetraene के मामले में उल्लंघन हो रहा है इसलिए यदि हम अणु को देखते हैं और यदि आप वास्तव में cyclooctatetraene का मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं तो यह पता चला है कि आप इसे फ्लैट और planar रखने में असमर्थ होंगे वास्तव में वह इस टब जैसी संरचना को बनाने की कोशिश करता है जिससे अणु प्लानेर नहीं रहता है और cyclooctatetraene के किनारों में से दो एक टब जैसी संरचना बनाते हैं और यह अणु को non planar बनाता है और इसलिए यह anti aromatic अणुओं की सभी विशेषताओं में भी फिट नहीं बैठता है और non aromatic molecule बना रहता है किसी भी अन्य alkene की तरह ही यह non aromatic अणु बना रहेगा अतः अणु aromatic non aromatic या anti aromatic है या नहीं यह तय करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें इन सभी मानदंडों में से प्रत्येक को बहुत ध्यान से देखने और यह देखने की आवश्यकता है कि उनका पालन किया जा रहा है या नहीं अगले दो अणु जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं वे वास्तव में हेट्रोसाइक्लिक अणु हैं तो पहला एक pyrrole है और दूसरा pyridine है वास्तव में हमने इन अणुओं के बारे में बात की है जब हमने सोचा है कि pyrrole ring बनाम pyridine ring में कौन सा नाइट्रोजन वास्तव में एक base के रूप में कार्य कर सकता है और एसिड बेस रिएक्शन में हमला कर सकता है तो अब हम देखते हैं कि क्या aromaticity इन दो अणुओं की इस रिएक्शन को स्पष्ट कर सकती है तो आइए पहले एक को लें pyrrole यह एक प्लैनर अणु है इसलिए मैंने यह मॉडल बनाया है यहां भी प्रत्येक परमाणु पर एक pi इलेक्ट्रॉन है और यह कैसे होता है इसलिए हम देख सकते हैं कि यहां दो कार्बन में एक pi इलेक्ट्रॉन है या p ऑर्बिटल वास्तव में मौजूद है और अन्य दो कार्बन में भी प्रत्येक पर एक p ऑर्बिटल है अब नाइट्रोजन के बारे में क्या यदि हम देखते हैं कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें p ऑर्बिटल नहीं होगा जो अन्य कार्बन की तरह प्लेन के ऊपर और नीचे जाता है हालाँकि यदि नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल् है तो आइए इसे नाइट्रोजन होने की कल्पना करें यदि इसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड किया गया है तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऐसे जाते हैं कि वे इस अणु के प्लेन में हैं और lone pair इस तरह स्थित है कि वह अणु के प्लेन के ऊपर और नीचे जाता है अब अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इस विशेष अणु के सभी परमाणुओं में वास्तव में एक p ऑर्बिटल्स है जो अणु के तल से ऊपर और नीचे जाता है तो अन्य तरीकों में से एक जिस से आप यह पता लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है इस तथ्य के कारण है कि यह रेजोनेंस संरचना दिखा सकता है इसलिए मैं रेजोनेंस संरचनाओं को भी ड्रा कर सकता हूं ताकि यह इस अणु के लिए एक वैध रेजोनेंस संरचना बन जाए अब हमने देखा है कि अणु में एक p ऑर्बिटल होता है जो प्रत्येक परमाणु पर मौजूद होता है और यह भी कि जब हमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी होती है तो याद रखें कि प्रत्येक कार्बन में एक एक pi इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो यह 4 बनाता है और फिर lone pair है जो नाइट्रोजन पर मौजूद है तो यह कुल 6 pi इलेक्ट्रॉनों बनाता है तो यह 4n 2 मैं फिट बैठता है और वास्तव में pyrrole rings aromatic होते हैं वे इस तरह की रिएक्शन करते हैं कि वे aromaticity के सभी trends का पालन करते हैं इसका मतलब है कि वे बेहद स्थिर हैं वे एक alkene की तरह रिएक्शन नहीं करेंगे वास्तव में इस विशेष pyrrole ring को जैविक प्रणाली में भी देखा जाता है जो यह दर्शाता है कि यह काफी स्थिर है अब हम अगले अणु को देखते हैं जो कि pyridine है पाइरीडीन के मामले में फिर से अणु प्लेनर होता है और यदि आप वास्तव में इस संरचना को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि यह शुरू करने के लिए एक pi बांड बना रहा है अब नाइट्रोजन के लिए एक sp2 hybridization में नाइट्रोजन को 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ 3 बॉन्ड बनाने होते हैं और यह sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और sp2 hybridization के दौरान unhybridized p ऑर्बिटल pi बॉन्ड देता है I तो यहां lone pair भी sp2 hybridization में मौजूद है तो यहाँ नाइट्रोजन में 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जो flat और planar हैं इन दो में प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक मैं lone pair है जो रिंग के बाहर है I ये दोनों ऑर्बिटल्स कार्बन के sp2 hybridization के साथ नाइट्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप होंगे इस मामले में pi बॉन्ड वास्तव में p ऑर्बिटल के कारण होता है जो इस sp2 hybridization के प्लेन के ऊपर और नीचे स्थित है और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच pi बॉन्ड की उपस्थिति है तो pyridine की संरचना कैसी है इसलिए जब हमें यह विचार करना होगा कि क्या इस विशेष अणु में प्रत्येक परमाणु sp2 hybridized है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु sp2 hybridized है और उनमें से प्रत्येक पर p ऑर्बिटल्स की मौजूदगी है अब हम यह भी देखते हैं कि क्या यह 4n 2 pi इलेक्ट्रॉन नियम में फिट बैठता है और pyridine के मामले में हमें प्रत्येक double bonds 1 2 3 4 5 6 में इलेक्ट्रॉनों की गणना करनी होगी I तो वहाँ 6 pi इलेक्ट्रॉनों हैं एक प्रश्न यह होना चाहिए कि conjugation में lone pair को pi इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में गिना जाना चाहिए जवाब है नहीं क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो बताएं कि यह नाइट्रोजन है और lone pair इस दिशा में जा रहा है तो आइए कल्पना करें कि मेरा हाथ lone pair है फिर pi इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो conjugation में होती है इसका मतलब है कि molecular orbitals बनाने के लिए एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी भी 6 है ये दो इलेक्ट्रॉन ज्यामिति के कारण pi इलेक्ट्रॉन प्रणाली में गिना जाना के लिए ओवरलैप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे इस प्लेन या इस प्लेन में ओवरलैप नहीं कर सकते हैं I तो इस मामले में pi इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी भी 6 है और यह 4n 2 pi इलेक्ट्रॉन नियम में फिट बैठता है और इस प्रकार अणु aromatic रहता है वास्तव में फिर से पाइरीडीन उन अणुओं में से एक है जो जैविक प्रणालियों में देखा जाता है और वास्तव में स्थिर है और शुरू करने के लिए alkenes की रिएक्शनओं को नहीं करता है तो इसके साथ हम aromatic anti aromatic और non aromatic अणुओं की चर्चा को रोक देते हैं और वास्तव में ट्यूटोरियल में हम इन अणुओं के ऊपर जाएंगे जहां हमें यह चुनने को लेगा कि क्या यह aromatic anti aromatic या non aromatic है